अब आप देखते हैं कि यदि मैं इस तरफ देखता हूं तो यहां अंदर एक छेद है यहां एक बिंदु आवेश है और बाहर क्षेत्र 0 है कुल संलग्न आवेश यहां 0 है इसलिए बाहर की तरफ कुल आवेश Q2 भी 0 होगा क्योंकि छेद उदासीन है इसलिए अंदर की सतह पर कोई आवेश नहीं लिया गया है बाहर की सतह पर भी आवेश 0 है धातु के अंदर की तरफ कोई आवेश वितरण नहीं हो सकता इसलिए एक बड़े धातु में कोई आवेश नहीं है आवेश केवल सतह पर आता है बाहर की तरफ आवेश 0 है क्या यह 0 आवेश वितरित हो सकता है

अब यह बहुत आसान है क्योंकि Pxमतलब वहां एक सतह आवेश है वहां कोई इकट्ठा आवेश नहीं है किंतु सतह आवेश PS क्योंकि Sn है जो Pcos है हमारे पास यह एक धनात्मक x अक्ष पर धनात्मक आवेश है और दूसरी तरफ ऋण आत्मक आवेश है और इसलिए मैं देख सकता हूं कि क्षेत्र ऋण आत्मक x दिशा में जा रहा है और क्योंकि यह दो आयामी है इसलिए E होगा P20xयहां असाइनमेंट 3 खत्म होता है